पाठ्यक्रम दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण में आपका स्वागत है आज हम इस पाठ्यक्रम के पांचवें व्याख्यान को देखेंगे और यह पाठ्यक्रम में पृथक्कृत प्रवाह मॉडल के बारे में है ठीक है अब यदि आप अपने पहले व्याख्यान को याद करते हैं जहाँ हमने नामावती दिए थे तो हमने आपको ड्रिफ्ट फ्लक्स वेग ड्रिफ्ट वेग के बारे में बताया था और जिसका उपयोग हमने अपने पिछले व्याख्यान ड्रिफ्ट फ्लक्स मॉडल में किया था यहां एक पृथक्कृत प्रवाह मॉडल में हम विचार कर रहे हैं कि दोनों चरण वास्तव में अलग अलग बह रहे हैं और इन दोनों के बीच सापेक्ष वेग मौजूद है पृथक्कृत प्रवाह मॉडल में आपके ड्रिफ्ट फ्लक्स मॉडल के विपरीत हम द्रव्यमान संवेग और ऊर्जा समीकरणों चरणों के लिए अलग से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो चलिए पहले देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम क्या सीखेंगे तो इस व्याख्यान के अंत में हम पृथक्कृत प्रवाह वाले एक पाइपलाइन में दबाव गिराव की गणना को समझेंगे तो मूल रूप से हम आपको दिखाएंगे कि दबाव गिराव की गणना कैसे करें जैसा कि हमने आपको सजातीय प्रवाह के मामले में दिखाया है हम एक गर्म ट्यूब में दबाव गिराव प्राप्त करेंगे तो एडियाबेटिक स्थिति से गर्म ट्यूब स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी तो ट्यूब की परिधि से गर्मी आ रही है तो उस स्थिति में चरण परिवर्तन को कैसे पृथक्कृत प्रवाह मॉडल में ध्यान रखा जा सकता है ये हम सीख रहे हैं हम लॉकहार्ट मार्टिनले मापदंडों और मार्टिनेली नेल्सन चार्ट से इसके मूल्यों का मूल्यांकन करेंगे इसके अलावा हम इस व्याख्यान के अंत में एक योग का अभ्यास करेंगे तो चलिए अब हम एक ऐसी स्थिति में जाते हैं जहाँ अलग प्रवाह हो रहा है तो यहाँ एक बार फिर से अपने ड्रिफ्ट फ्लक्स मॉडल की तरह मैंने आपको पृथक्कृत प्रवाह ले जाने वाले पाइप का एक योजनाबद्ध आरेख दिखाया है तो मूल रूप से आप पता लगा सकते हैं कि पृथक्कृत प्रवाह स्तरीकृत प्रवाह जैसी स्थितियों के लिए लागू है इसलिए यहां मैंने आपको तरल और गैस के लिए एक स्तरीकृत स्थिति दिखाई है इसलिए तरल नीचे की तरफ है और गैस ऊपर की तरफ है और यहां इसे सामान्यीकृत करने के लिए हमने माना है कि पाइप अपना व्यास बदल रहा है और साथ ही हमने माना है कि यह क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना रहा है जो थीटा है सही है तो मुझे यहाँ पर अन्य नामावती समझाने दें तो आप देख सकते हैं कि हमने माना है कि तरल के लिए द्रव्यमान प्रवाह दर Wf है और तरल के लिए वेग uf है तो जब भी यह पाइप से बाहर निकलता है तो द्रव्यमान प्रवाह दर wf dwf में परिवर्तन होता है और वेग uf dwf में बदल जाता है इसी तरह गैसीय चरण wg और ug प्रवेश पर है और wg dwg और ug dug निकास पर है अब हम दबाव के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दबाव नीचे गिर रहा है इसलिए अंतर्गम पर हमें पता चलेगा कि दबाव P dp है और जाहिर है निर्गम पर यह P तक गिर जाएगा यहां हमने जो माना है कि तरल चरण द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र Af है और गैसीय चरण द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र Ag है सही है तो यह चरणों के बीच का इंटरफ़ेस है तो इंटरफ़ेस के इस पार के लिए आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास तरल चरण के लिए इंटरफेसियल फ़ोर्स dsf और गैसीय चरण में dsg हैं इसके अलावा चरण परिवर्तन के कारण द्रव्यमान स्थानांतरण हो रहा है तो हमने क्या माना है कि द्रव्यमान की मात्रा dwg वास्तव में गैसीय चरण द्वारा स्वीकार की जा रही है और द्रव्यमान की मात्रा dwf वास्तव में तरल चरण द्वारा स्वीकार की जाती है इसके अलावा हमने घर्षणों पर विचार भी किया है इसलिए हमारे पास घर्षण Ff हैं और इसकी लंबवत दिशा nf डैश है और अगर हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण पर विचार किया है तो आपको पता चलेगा कि इसके घटक nf और dFf हैं इसी तरह गैसीय चरण के लिए हमारे पास घर्षण कारक के रूप में dFg डैश है ठीक है और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में इसका घटक dFg है ठीक है तो इसके साथ हम पृथक्कृत प्रवाह के लिए संवेग और निरंतरता समीकरणों के निर्माण का प्रयास करें इसलिए पहले मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण समीकरण दिखाऊंगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण समीकरण में हमने गैसीय और तरल चरण के लिए द्रव्यमान संरक्षण समीकरणों को जोड़ा है इसलिए डेल डेल z Af ρf uf Ag ρg ug जीरो के बराबर है डेल डेल z Ag ρg और ug wf dwf के बराबर होगा और डेल डेल zAg ρg और ug आपके डेल wg के समकक्ष होगा इसलिए जब भी हम उन 2 को जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 टर्म रद्द हो जाएंगे और अंत में आपको इस तरह के द्रव्यमान संरक्षण का समीकरण मिल जाएगा अब हम सभी जानते हैं कि Af ρf और uf wf कुछ नहीं बल्कि wf और Ag ρg और ug wgके बराबर है तो आप लिख सकते हैं wf wg स्थायी टर्म के बराबर है और हम यह लिखते हैं कि एक समग्र द्रव्यमान प्रवाह दर w के समकक्ष है अब हम संवेग समीकरण पर चलते हैं इसलिए हमारे सजातीय प्रवाह मॉडल की तरह हम संवेग समीकरण को लिखने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से माइनस डेल P डेल Z अतिरिक्त तीन दबाव में गिरावट के समकक्ष है तो पहला घर्षण के कारण घटित हो रहा है और दूसरा गुरुत्वाकर्षण त्वरण या बोयनसी हो रहा है और तीसरा त्वरण के कारण घटित हो रहा है अब पहले से ही एक सजातीय प्रवाह मॉडल में हमने वर्णन किया है कि घर्षण दबाव गिराव वर्णन में कैसे आता है यहाँ मैंने यह भी दिखाया है कि घर्षण के लिए माइनस डेल P डेल Z को घर्षण के लिए 1A dF dz द्वारा लिखा जा सकता है जहां F कुछ भी नहीं घर्षण बल है ठीक है और अगर आप अपरूपण प्रतिबल और परिमाप के संदर्भ में इस घर्षण बल को लिखने की कोशिश करते हैं तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि इसे 2fG2 स्पेसिफिक वॉल्यूम ट्यूब व्यास में बदला जा सकता है यह पहले से ही हम सजातीय प्रवाह मॉडल व्याख्यान में साबित कर चुके हैं अब बोयनसी वाले हिस्से जिसका मतलब गुरुत्वाकर्षण हिस्से के लिए आप माइनस डेल P डेल Z को 1 माइनस अल्फा गुणा ρf प्लस अल्फा गुणा ρg गुणा g गुणा sin θ के बराबर लिख सकते हैं सबसे पहला भाग1 माइनस अल्फा गुणा ρf गुणा g sin θ जो तरल संवेग समीकरण से आता है और अल्फा गुणा ρg गुणा g sin θ जो कि गैसीय गति समीकरण से आता है सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण टर्म है डेल P डेल Z इसलिए आप देखते हैं डेल P डेल Z इस अभिव्यक्ति पर होगा तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि यह अभिव्यक्ति कैसे आई तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह त्वरण वाला हिस्सा कैसे वर्णन में आता है आपके संवेग यदि आप जड़ताके कारण त्वरण वाले भाग को देखते हैं तो संवेग समीकरण में यह 1A Af ρf uf2 इस प्रकार होगा यह तरल भाग के लिए है और Agρgug2 यह गैसीय भाग के लिए है अब देखते हैं कि इसे सरल कैसे बनाया जा सकता है तो हम यहाँ 1A Af2 ρf 2 uf2 Af ρf Ag2ρg2ug2 Agρg कर सकते हैं Af ρf uf को Gf 2 के रूप में लिखा जा सकता है और Af को हम A 1 α ρf प्लस इस वाले के रूप में लिख सकते है एक बार फिर Ag ρg और ug को Gg के रूप में लिखा जा सकता है Ag को A अल्फा में लिखा जा सकता है तो हमें मिलता है 1 माइनस 1 अल्फा अब यहाँ हम जानते हैं कि Gf को G2 2 के रूप में लिखा जा सकता है ठीक हैइसी तरह Gg को G2 x2 के रूप में द्रव्यमान गुणवत्ता की परिभाषा से लिखा जा सकता है यह A α ρg A बन जाता है ठीक तो आप देखते हैं कि G2 हम कॉमन ले सकते हैं ठीक G2 A और फिर 2A1 α ρf X2 A α ρg ठीक है तो इस प्रकार का टर्म हमें जड़त्वीय दबाव के गिरने से प्राप्त होगा तो यहाँ पर इसी तरह की बातें मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं जिन्हें आप देखते हैं कि यहां w2p है ठीक है वैसे यहाँ थोड़ी नामावती की समस्या है यह वास्तव में w होगा ठीक हैं यह वास्तव में w होगा इसलिए इसे w से बदला जा सकता है कृपया आवश्यक सुधार करें ताकि इसे w से बदला जा सके तो यहाँ यह w के रूप में आ रहा है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह W2A गुणा 2 बटा A गुणा 1 माइनस α गुणा ρf प्लस X2 A गुणा α गुणा ρg है इसलिए वही टर्म मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ तो आप W2 A डेल डेल Z देखें क्योंकि यह dP dZ है इसलिए डेल डेल Z यहां पर शेष रहेगा 1 A के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर ρg को 1vg तथा ρf को 1vf लिखा गया है ठीक है इसलिए यह त्वरक दबाव गिराव के लिए जरूरी है ठीक है तो ये सभी 3 टर्म संवेग समीकरण के वर्णन में आ जाएंगे और यहाँ आप पता लगा सकते हैं कि संवेग समीकरण को माइनस डेल P डेल z के रूप में लिखा जा सकता है जो घर्षण गुरुत्वाकर्षण और त्वरण दबाव गिराव के योग के बराबर है अगला हम घर्षण दबाव गिराव का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पहले से ही हम जानते हैं कि घर्षण दबाव गिराव को माइनस डेल P डेल z के रूप में लिखा जा सकता है दो चरण के लिए घर्षण अब हम क्या कर सकते हैं यहां 4 अलग अलग स्थितियां हैं हम क्या मान सकते हैं हम मान सकते हैं कि पाइपलाइन के अंदर 2 चरण के स्थान पर केवल एकल चरण प्रवाह हो रहा है एसएफ का अर्थ है एकल चरण और हम एकल चरण द्रव प्रवाह को मानते हुए घर्षण कारक के मान की गणना कर सकते हैं एसएफ का अर्थ है एकल चरण ठीक है और फिर गुणा करते हैं एक मापदंड से जो कि यहां ϕfo2 है अब fo केवल तरल पदार्थ का प्रतीक है हम जो कर सकते हैं वह दो चरण घर्षण कारक हैं दो चरण दबाव में गिराव अब हम गणना कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि एकल चरण तरल घर्षण कारक की गणना करना बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं क्या मापदंड हैं जो एकल चरण तरल के लिए घनत्व और विस्कोसिटी का मतलब है तो जल्दी से हम गणना कर सकते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या है और रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर हम 64 Re या ब्लासियस समीकरण के लिए जा सकते हैं ठीक तो हम टर्बुलेंट और लैमिनार प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं हमें इन मापदंड ϕfo2 को जानने की आवश्यकता है ठीक इस एकल चरण तरल पदार्थ के साथ इस दो चरण घर्षण कारकको केवल घर्षण कारक से संबंध स्थापित करने के लिए इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एकल घर्षण कारक को 2 ffo के रूप में तरल घर्षण कारक में लिखा जा सकता है तो यह आपको तरल गुणों का उपयोग करके गणना करने की आवश्यकता है केवल रेनॉल्ड्स संख्या की गणना केवल तरल गुणों के आधार पर की जाएगी ठीक है और फिर बाकी चीजें समान रहेगी G2vf D ठीक है अब यह फ़ंक्शन पहले से ही मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है आप यहाँ देखते हैं मैंने आपको 2fG2VD में दिखाया है इसलिए एकल चरण तरल के मामले में यह f को fo ffo में बदल जाएगा और इस v के मामले में हम vf लिखेंगे ठीक है यही बात हमने यहाँ लिखी है और यह गुणक यहाँ पर बचा है ठीक है किसी भी तरह हमें इस गुणक को जानने की जरूरत है और उसके बाद केवल एकल चरण तरल घर्षण बल का उपयोग करते हैं हम दो चरण घर्षण बल का पता लगा सकते हैं तो यह एक विचार है कि ट्यूब के माध्यम से तरल चरण यदि हम विचार करते हैं कि तो दो चरण घर्षण बल को भी पता लगा सकते हैं ठीक है इसी तरह हमने ट्यूब के माध्यम से गैस चरण पर विचार किया है तो हमने यहाँ पर क्या किया है आप यहाँ देखें कि दो चरण घर्षण बल की गणना केवल एक चरण गैस के उपयोग से की जा सकती है जो केवल एक कारक ϕg द्वारा गुणा की गई घर्षण बल है इसलिए यह ϕg2 किसी भी तरह गुणक है अब हमें यह ϕgo पता लगाने की आवश्यकता है ठीक है ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इस ϕs का पता लगाएं ठीक अब हम मान रहे हैं कि पूरी पाइपलाइन गैसीय और चरण से भरी है तो जाहिर है घर्षण कारक या घर्षण बल केवल 2 fgo गैस में होगा तो घर्षण कारक की गणना गैस गुणों घनत्व और विस्कोसिटी के आधार पर की जाएगी साथ ही हम यहाँ पर गैसीय घनत्व या चित्र में यहाँ पर गैसीय स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्णन से आ रहा है जिसे ϕgo2 से गुणा किया गया है अब 2 और विचार हैं इसके अलावा यहां पहले 2 में हमने माना है कि पूरी पाइपलाइन यहां तरल और गैस से भरी है दूसरे तीसरे और चौथे में हम इस बात पर विचार करेंगे कि दो चरण प्रवाह पाइपलाइन के अंदर है लेकिन हम केवल गैसीय चरण या तरल चरण में रुचि रखते हैं तो यहाँ विचार इस तरह नहीं है गैस के दो चरण से पूरी पाइपलाइन भरी है लेकिन हम केवल गैसीय भाग से गणना कर रहे हैं तो आइये देखते हैं कि यहाँ क्या होता है तो दो चरण के लिए घर्षण बल को केवल गैस भाग के लिए डेल P डेल Z घर्षण बल के रूप में लिखा जा सकता है तो याद रखें यह केवल गैस नहीं है यह केवल गैस का हिस्सा है और फिर आपके पास एक गुणक ϕg 2 है ठीक है तो यह केवल ϕg नहीं है यह ϕg 2 है ठीक है यहां आप पता लगा सकते हैं कि हमें घर्षण कारक को 2fg के रूप में पता लगाना है अब द्रव्यमान जो हमें लिखना है वह अब G नहीं आएगा क्योंकि हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि पूरी पाइपलाइन यहाँ पर गैसीय अवस्था में द्वारा अधिकृत है हम केवल गैसीय अंश पर विचार कर रहे हैं हमें गैसीय द्रव्यमान लेने की जरूरत है तो गैसीय द्रव्यमान कैपिटल G छोटे gg के अलावा और कुछ नहीं है तो उस Gg को G2x2 के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि Gx Gg के बराबर है तो यह आपको गैसीय चरण के लिए घर्षण कारक देता है गैसीय अंश केवल इस कारक द्वारा गुणा किया जाता है याद रखें कि यह fg गैसीय चरण गुणों के आधार पर भी माना जाएगा तो रेनॉल्ड्स संख्या की गणना आपको गैसीय चरण गुणों के आधार पर गणना करनी होगी इसी तरह हम तरल अंश के लिए जा सकते हैं तो यहाँ आप देखते हैं हम केवल यहाँ पर तरल अंश पर विचार करेंगे लिहाजा माइनस डेल P डेल Z घर्षण कारक तरल भाग पर ही होता है तो ϕf 2 ϕf केवल तरल अंश होता है यह पूरी पाइपलाइन तरल द्वारा भरी है यह केवल उस तरल का अंश है जिसे हम मान रहे हैं ठीक तो घर्षण कारक 2 ff होगा तो इन सभी ff की गणना तरल गुणों के साथ गणना की गई रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर की जाएगी और फिर यहां पर Gf लिखा जाएगा तो Gf2 इसलिए Gf हम नीचे G2 गुणा 2 vf D गुणा करके ϕfo लिख सकते हैं यदि आप इन समीकरणों की तुलना करते हैं तो आप गुणक ϕfo ϕgo ϕg और ϕf के बीच सहसंबंध कर सकते हैं तो यह बहुत सरल है इसलिए यदि आप सिर्फ तुलना करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किϕfo2 वास्तव में ϕgo 2 Vg Va गुना ϕfgo 2 ϕfo हैं इसी तरह से हम इस तरल को आपके गैस को केवल गैस के हिस्से और तरल भाग के गुणकों के मापदंडों के बराबर कर सकते हैं तो ϕfo 2 को ϕf 2 2 ff ffo के रूप में लिखा जा सकता है इसी तरह ϕfo 2 को ϕg 2 x2 vg vf गुना f g ffo में लिखा जा सकता है तो ये समीकरण सिर्फ इस पक्ष की तुलना करके आ रहे होंगे इसलिए बाएं हाथ की तरफ सभी समान हैं इसलिए यदि आप दाहिने की तुलना करते हैं तो आपको ये समीकरण मिलेंगे इसके बाद हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इन 3 कारकों को डालने की कोशिश करते हैं घर्षण कारक घर्षण दबाव मे गिराव गुरुत्वाकर्षण दबाव गिराव को अंतिम समीकरण में डालने की कोशिश करते हैं तो हम माइनस डेल P dZ H1 H2 के बराबर मिलेगा अब हम इस H1 और H2 में विभिन्न भागों की पहचान करने का प्रयास करते हैं तो H1 में स्पष्ट रूप से आप यह पता लगा सकते हैं कि यह घर्षण कारक से आ रहा है हमने केवल द्रव को केवल धारणा माना है इसलिए यदि आप केवल गैस या तरल अंश या गैस के अंश के लिए जा रहे हैं तो इस अनुसार इस हिस्से को सुधारने की आवश्यकता है कोई भी विकल्प आप ले सकते हैं फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतिम टर्म त्वरण के कारण हैबोयनसी भाग के कारण 1 α ρf 1 α ρg g sin θ है तो यह टर्म मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दिया है 1 α ρf α गुणा ρg गुणा g sin θ अब बाकी टर्म जो भी हम यहाँ देख रहे हैं ये वास्तव में आपके त्वरक भाग से आ रही हैं अब हम यहाँ त्वरक भाग के बारे में चर्चा करते हैं आप देख रहे हैं कि त्वरक भाग में हम हमारे पास कुछ d dz टर्म हैं अब यहाँ हम जान सकते हैं कि हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के टर्म हैं तो एक A है तो जाहिर है A z के संबंध में बदल रहा है दुसरा अल्फा है तो जाहिर है अल्फा z के संबंध में बदल रहा है हमारे पास x गुणवत्ता है द्रव्यमान गुणवत्ता है यह आपके z के संबंध में बदल रहा है vg और vf बदल रहे है P के संबंध में न की z के संबंध में जब भी पाइपलाइन के अंदर p बदलता है जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि vg और vf के मान भी बदल रहे हैं तो हम 4 अलग अलग टर्म के पार्शियल डेरीवेटिव मिलेंगे अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह vg और vf वास्तव में फंक्शनल दबाव है इसलिए जब भी हम d dz कर रहे होते हैं तो मूल रूप से हमें डेल P को भाजक और अंश के साथ गुणा करना होता है और हमें डेल डेल P और फिर d P d Z को गुणक के रूप में प्राप्त करना होता है एक बार जब dP dZ दाहिनी ओर है तो बाएं की ओर भी हम dP dZ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ dP dZ आने वाला है जब भी हम dP dZ का पता लगा रहे हैं तो आप अंतिम अभिव्यक्ति में पाएंगे अगर आप H2 में देखते हैं तो हमारे पास 1 हैं प्लस यह टर्म हैं ठीक हैं तो यह टर्म वास्तव में दबाव के संबंध में डिफ्रेंटिएशन है आप देखते हैं कि यह x2 α वहाँ पर रहता है तो यह d dP vg का है ठीक है इसलिए हमने d dP करने के बाद एक बार vg किया था तो आप vg का d dP कर रहे होंगे इसी तरह यहाँ हम vf का d dP कर रहे हैं अब जब भी हम दबाव के संबंध में डेरीवेटिव कर रहे हैं हम जानते हैं कि α भी एक मापदंड है तो आपको डेल डेल अल्फाडेल डेल P अल्फा और फिर एक बार फिर डेल डेल अल्फा इस टर्म का पता लगाना होगा हमने गुणा vf को स्थिरांक रखा है और हमने 1 α का डेरीवेटिव किया है यहाँ 1 α अल्फ़ा के संबंध में है तो यह 1 α 2 माइनस साइन के साथ बन जाता है और फिर 1 α यदि आप डेरीवेटिव को α के सन्दर्भ में बनाते हैं तो यह एक और माइनस संकेत देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्लस साइन मिल जाएगा एक समान फैशन पर अगर आप इस टर्म का डेरीवेटिव बनाते हैं इस टर्म का अर्थ है x2 α गुणा vg ठीक है α के संबंध में तब आप माइनस α 2 प्राप्त करेंगे माइनस 1 α 2 और x 2 vg इस प्रकार रहेगा ठीक तो यह टर्म वास्तव में त्वरक भाग के d dP की भिन्नता के लिए आ रहा है अब बाकी टर्म का मतलब है कि आपके पास कुछ नई टर्म भी हैं इसलिए vg के अलावा हम x a और अल्फ़ा भी हैं इसलिए वे विविधताएं यहां खत्म हो गई हैं पहला यहाँ खत्म हो गया है जो x के डेरीवेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए हमने जो किया है d dz हमारे पास टर्म था तो हमने dx dz किया है और फिर इन टर्म का d dx किया है इसलिए यदि आप x2 का d dx करते हैं तो आपको 2 x मिलेगा यदि आप 1 माइनस x2 का d dx करते हैं तो आपको माइनस साइन के साथ 2 1 माइनस x मिल जाएगा क्योंकि 1 माइनस x आपको माइनस 1 दे रहा होगा और अंत में यदि आप यह dd अल्फ़ा करते हैं यह अल्फा की भिन्नता है तो अगर आप यहाँ देखें 1 माइनस x2 vf में और फिर एक बार 1 माइनस अल्फा2 के लिए हमने जो किया है वह 1 माइनस अल्फा था तो 1 माइनस अल्फा पूरे वर्ग में एक माइनस साइन और 1 माइनस अल्फा एक बार फिर से डिफ्रेंटिएटेड हो रहा होगा ताकि यह एक और माइनस साइन देगा ठीक तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है और इस टर्म के लिए x2 Vg α 2 यह x2 vg α 2 बन जाता है एक माइनस साइन के साथ और यहाँ पर अंतिम टर्म d dz A ठीक है क्योंकि क्षेत्र भी z के संबंध में बदल रहा है तो इन 3 टर्म में dP dZ शामिल नहीं है लेकिन इस टर्म में dP dZ शामिल है इसलिए एक बार जब हम उन सभी टर्म को लिख देते हैं या जोड़ देते हैं तो यह टर्म बाएं हाथ की ओर हो जाएगा और dP dZ dZ अगर आप कॉमन लेते हैं तो यह 1 प्लस होगा इसलिए समग्र dP dZ के परिणामस्वरूप हम H1H2 के रूप में लिख सकते हैं तो यह H1 के साथ अभिव्यक्ति है और यह H2 के साथ अभिव्यक्ति है यहाँ H1 में यह एक बार फिर घर्षण से है यह एक बार फिर से बोयनसी से है बाकी 3 टर्म आपके त्वरण से आ रही हैं और H2 में यह अंतिम टर्म G2 शामिल है और यह टर्म एक बार फिर से त्वरण से आ रहा है आगे हम देखते हैं कि क्या होता है यदि हम व्यास D वाले समरूप गर्म ट्यूब के लिए जाते हैं ठीक तो हमने इस अभिव्यक्ति से क्या किया है हम यह पता लगाने कि कोशिश करेंगे कि लंबाई के परिमित मात्रा के लिए दबाव कितना कम होता है जहां भी परिधि से गर्मी दी जाती है तो आइए हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं इसलिए हमने यहां आने से पहले मूल रूप से क्या किया है मैं आपको H2 में दिखाऊंगा यह टर्म वास्तव में अधिकांश तरल के बराबर या लगभग 0 के बराबर है जो भी हो हम दैनिक जीवन में पानी की हवा और इन सभी चीजों की तरह हैं इसलिए हमने जो भी किया है जब भी हमने एक गर्म ट्यूब में दबाव की गिरावट को डिराइव किया है तो हमने वास्तव में इस टर्म को नजर अंदाज कर दिया है तो H2 1 हो जाता है ठीक साथ ही आप इस मामले में देखते हैं कि आप इस टर्म को देखें हमारे पास डेल अल्फा डेल xp है और फिर यह भी 0 हो जाता है तो हमने क्या किया है हमने यह टर्म भी 0 के बराबर कर दिया है हमने ये टर्म भी 0 के बराबर कर दिए हैं ठीक हमारे पास डेल A डेल Z हैं इसलिए पाइपलाइन के मामले में हमें पता चलेगा कि इसे 0 पर भी बनाया जा सकता है क्योंकि बिना किसी क्रॉस सेक्शनल के सर्कुलर पाइप लाइन के मामले में हमें पता चलेगा कि dA dZ 0 के बराबर है तो हम पहले टर्म इस टर्म और इस टर्म को छोड़ देते हैं इसलिए हमें इन सबको इंटिग्रेटेड करना होगा तो हम एक सीमित लंबाई के लिए इंटिग्रेटे करते हैं इसलिए परिमित लंबाई जो कि L लंबाई वाली पाइप लाइन हो सकती है इसलिए हम यहाँ L लंबाई दे रहे हैं जहाँ गुणवत्ता द्रव्यमान गुणवत्ता में 0 से x तक परिवर्तन होता हैं ठीक है तो पहले टर्म के लिए आप यह जान सकते हैं कि यह एक स्थिरांक टर्म है तो यह आपके x के संबंध में नहीं बदल रहा है क्योंकि हमने यहां पर केवल तरल को माना है फिर यहां आप देख सकते हैं लेकिन घर्षण लेकिन गुणक ϕ fo x पर निर्भर करेगा तो 1 x गुणा इंटीग्रेशन 0 से x ϕ fo2 dx रहता है ठीक है यह किसी तरह पता लगाने की जरूरत है ठीक है फिर त्वरण टर्म के लिए यदि आप देखते हैं कि हमारे पास यह टर्म है तो यदि आप x के संबंध में इंटीग्रेशन करते हैं तो यह इंटीग्रेशन 2x dx हो जाता है तो इसका मतलब है कि x2 ठीक है इसलिए यहाँ हमें x2 vg मिला है हमने vf कॉमन लिया है तो अगर vf यहाँ पर आया है तो दूसरी तरफ ठीक है दूसरा टर्म आपको 2 इंटीग्रेशन और dx यदि आप इंटीग्रेशन करने के बाद लिखते हैं तो आपको पॉजिटिव के साथ पूरा स्क्वायर मिलेगा इसलिए हमने यहाँ पूरे वर्ग को रखा है जैसा कि हमने vf सामान्य लिया है हम यहाँ vf को नहीं देख सकते हैं vf गुणक के रूप में यहाँ पर है फिर त्वरक भाग के लिए आप L g गुणा sin θ देखते हैं अब यह L कहां से आ रहा है आप देखते हैं कि अगर हम इसे dx पर इंटिग्रेटे करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा इसके अंदर हैं तो अल्फा तब्दील होता है जब हम ट्यूब में आगे की ओर बढ़ते है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें x में परिवर्तन के लिए जाने की आवश्यकता है Z के स्थान पर डेल x डेल z गुणा d dx तो हम यहाँ पर dx देते हैं और डेल x डेल z हम अब बाहर रखते हैं जैसा कि मैंने बताया है कि पाइप लाइन कि लंबाई शुरू हो रही है 0 से L तक और जब भी गुणवत्ता बदल रही है x बराबर 0 से x बराबर L तक तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह डेल z डेल x बन जाता है L माइनस 0 x माइनस 0 तो यह L x यहाँ पर चित्र में आ रहा है तो यह भी दूसरा कोई टर्म है जिसे हमें कहीं न कहीं प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए अंतिम अभिव्यक्ति यदि हम इस सीमा को दूसरे टर्म त्वरक टर्म में डालने के बाद यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर माइनस 1 प्राप्त करेंगे क्योंकि यदि आप x को 0 के बराबर रखते हैं तो यह टर्म रद्द हो जाता है लेकिन यह टर्म रहेगा ठीक है तो यह x 0 के बराबर है इसलिए हम निष्कर्ष निकालेंगे यह माइनस 1 हो रहा है ठीक तो यह समरूप से गर्म ट्यूब व्यास के लिए अंतिम अभिव्यक्ति है दबाव गिराव के मामले में समरूप से गर्म ट्यूब की व्यास D है तो दबाव गिराव आप अभी भी देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हैं ठीक हैं जो हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे ध्यान रखा जाए इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पर विभिन्न चार्ट दिखा रहा हूँ ये सभी चार्ट वास्तव में मार्टिनेली और नेल्सन द्वारा दिए गए हैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि लॉकहार्ट और मार्टिनेली द्वारा विभिन्न पैरामीटर प्राप्त किए जाते हैं तो यहाँ हम मार्टिनेली नेल्सन चार्ट का उपयोग करके मूल्यों का पता लगा रहे हैं तो चलिए पहले वाले को देखते हैं हम यह पता लगाएंगे कि अगर हम x का मूल्य जानते हैं तो अल्फा को कैसे प्राप्त किया जाए ठीक है आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि हम इस चार्ट में क्या कर रहे हैं हमारे पास x है ठीक और समन्वय में हम 2 चीजें वास्तव में निचले हिस्से में हैं जो हम ϕ के मूल्य के साथ कर रहे हैं ϕs कुछ भी नहीं है लॉकहार्ट मार्टिनेली पैरामीटर ϕ हैं जो कुछ भी हमने द्रव के मामले में देखा है केवल तरल द्रव भाग और गैस भाग है और यहाँ हमारे पास ऊपरी भाग में इस साइड में 1 α का मान है और इस साइड में α है अब देखते हैं कि आप अपने x का मान जानते हैं किसी तरह आप अपने x का मान जानते हैं तो तुम क्या करोगे तुम यहां से अनुसरण करोगे x का मान क्या है आप यहां से अनुसरण करोगे सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं और यदि आप इस रेखा को इस वक्र में काटते हैं और यहाँ से यदि आप बाएं हाथ में पढ़ते हैं तो आपको 1 α का मान प्राप्त होगा इसी तरह x के एक विशेष मान से अगर आप ऊपर जाते हैं और इस वक्र को काटते हैं जो वास्तव में अल्फा वक्र है और फिर दाईं ओर की दिशा में चलते हैं तो आपको α का मान प्राप्त होगा तो यह चार्ट इस तरह से बनाया गया है कि इस तरफ और इस पक्ष को वे वास्तव में जोड़ रहे हैं जो हमेशा एक रहेगा ठीक अब अल्फा के मान प्राप्त करने के बाद अगला कार्य लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंडों का मान प्राप्त करना है तो हमारे पास इस तरफ से यहाँ क्या किया है हमारे पास इस तरफ से 4 अलग अलग रेखाएँ हैं हमारे पास 4 अलग लाइनें भी हैं अब ये लाइनें वास्तव में विभिन्न संयोजनों के लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइनें इस तरह से हैं पहले वाला ϕ gtt दूसरा वाला ϕ gtv तीसरा वाला ϕ gvt और चौथा एक ϕ gvv है ठीक है अब यह tt vv गैस g क्या दर्शाता है आमतौर पर गैस हम समझ सकते हैं तो tt दोनों चरणों का प्रतीक है गैस और तरल टर्बूलेंट स्थिति में हैं इसी तरह tv का प्रतीक तरल टरबुलेंट स्थिति में है लेकिन गैस लैमिनार की स्थितियों में है इसी प्रकार vt तरल का प्रतीक तरल लैमिनार की स्थिति में होता है लेकिन गैस टर्बूलेंट स्थिति में होती है और अंत में ϕgv यह दर्शाता है कि तरल और गैस दोनों ही लैमिनार की स्थिति में हैं तो एक बार जब हम आपके x का मान जान जाते हैं और आप जानते हैं कि दोनों चरणों के लिए तरल और गैस की अलग अलग स्थितियां क्या हैं तो आप चुन सकते हैं कि आपको किस वक्र को लेने की जरूरत है और ऑर्डिनेट से घर्षण लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंड का मान पता करें अब अगर आप गैस या केवल गैस भाग समीकरण लगा रहे हैं तब आप इस वक्र को ले जाएंगे और यदि आप तरल भाग घर्षण कारक लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंड ले रहे हैं तो आप इस वक्र को ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्रमशः ϕ ftt ϕ fvt ϕftv और ϕfvv हैं ठीक है तो चलिए अगले चार्ट पर चर्चा करते हैं इसलिए यदि आप चरण परिवर्तन कर रहे हैं तो मार्टिनेली नेल्सन मॉडल से हम यहां क्या समझ रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में गामा है तो यह गामा क्या है गामा कुछ भी नहीं है लेकिन जो कुछ भी आपने इस ब्रेस में देखा है वही है ठीक है तो x2 vg अल्फा गुणा vf प्लस 1 अल्फा माइनस 1 ठीक तो यह यहाँ पर ओर्डिनट और एब्सकिसा में दिया गया है हमारे पास यहां पाइपलाइन में दबाव हैं हमारे पास कुछ औसत दबाव हैं ताकि इतना दबाव यहाँ पर दिया जाएगा और यहां हमारे पास निकास गुणों के लिए अलग अलग रेखाएं हैं तो पाइप लाइन निर्गम पर यदि आप निर्गम गुणवत्ता को जानते हैं तो दबाव का मान और निर्गम गुणवत्ता मान को जानकर आप पता लगा सकते हैं कि इस टर्म का परिमाण क्या है जो दबाव गिराव की गणना करते समय तस्वीर में आ जाएगा तो यह टर्म सही में आ रहा है इसी तरह से दाएं हाथ की वक्र में यदि आप देखते हैं कि हम 1x 0 से x इंटीग्रेशन में ϕfo2 गुणा dx में समेटते हैं यदि आपको अपना डेल्टा P याद है वहाँ इस ब्रैकेट में 1 x 0 से x ϕfo2 dx था तो यह टर्म वास्तव में उस वक्र मार्टेली नेल्सन वक्र का उपयोग करके पाया जा सकता है जब आप दबाव और निर्गम गुणों को जानते हैं तो ये निकास गुणवत्ता रेखाएं 1 प्रतिशत से होकर 100 प्रतिशत तक बदलते हैं ठीक हैं तो त्वरक भाग और घर्षण भाग के दोनों अज्ञात का आप मार्टिनली नेल्सन मॉडल का उपयोग करके पता लगा सकते हैं अगला हमें यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई एडियाबेटिक परिस्थिति हैं ठीक तो एडियाबेटिक के मामले में इसका मतलब है कि चरण परिवर्तन वहां पर शामिल नहीं हैं एडियाबेटिक स्थिति के मामले में आप पता लगा सकते हैं कि ये वक्र महत्वपूर्ण होंगे इसलिए यदि आपको केवल तरल पदार्थ के लिए लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंड का पता लगाना है तब आप इस वक्र का उपयोग करेंगे इस वक्र के ऑब्सीसा में अगर आपके पास द्रव्यमान गुणवत्ता x हैं यहाँ आपके पास दबाव के लिए अलग अलग लाइनें हैं तो एक बार फिर अगर आप द्रव्यमान गुणवत्ता x और दबाव को जानते हैं आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा एक संबंधित लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंड ϕ fo2 है दाहिने हाथ की ओर में मैंने आपको एक बार फिर से एक और वक्र दिखाया है जो मार्टिनेली और नेल्सन द्वारा दिया गया है अगर आप द्रव्यमान गुणवत्ता x जानते हैं तो आप वॉयड अंश α का ऑर्डिनेट से पता लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ हम विभिन्न दबाव के लिए इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं इसलिए आपको पता लगाने के लिए द्रव्यमान गुणवत्ता x और दबाव जानने की आवश्यकता है वॉयड अंश ऑर्डिनेट से क्या है इसलिए इस वक्र यह दो वक्र को वास्तव में एडियाबेटिक स्थिति के लिए उपयोग किया जाएगा और पिछले दो वक्र चरण परिवर्तन की स्थिति के लिए उपयोग किया जाएगा आइए हम एक अलग प्रवाह मॉडल से संबंधित समस्या कथन देखें समस्या यह है कि यह एक 3 मीटर लंबाई और 10 मिमी व्यास की एक लंबरूप ट्यूब है जिसमें जल वाष्प मिश्रण होता है जल वाष्प मिश्रण की अंतर्गतम गुणवत्ता 005 है ट्यूब के माध्यम से कुल द्रव्यमान प्रवाह दर 01 किलोग्राम प्रति सेकंड है 2 चरण मिश्रण दबाव 46941 बार है ट्यूब के प्रारंभिक 2 मीटर को लिपटे विद्युत कुंडल के साथ गरम किया जाता है जो 10 किलो वॉट की गर्मी ट्यूब को प्रदान करता है बाकी 1 मीटर एडियाबेटिक है हमारे पास दो अनुभाग है तप्त अनुभाग और ऐडियाबैटिक अनुभाग मार्टिनली नेल्सन सहसंबंधों का उपयोग करके दबाव गिराव की गणना करें ठीक है इसलिए पहले हम इस दबाव पर क्या करेंगे हम सैचुरेशन ताप तरल और गैस विस्कोसिटी तरल और गैस स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी जैसे गुणों का पता लगाएंगे ठीक अब जैसा कि हमने सजातीय प्रवाह मॉडल में किया है आइए जानें कि पाइप लाइन के 2 मीटर की पाइप लाइन में निर्गम गुणवत्ता क्या होगी तो मैं Q w ifg प्लस xi क्योंकि यहाँ अंतर्गम में गुणवत्ता 005 था इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि 2 मीटर पर यह 0652 हो रहा है अब यदि आप यह मानते हैं कि गुणवत्ता की लीनियर वेरिएशन है तो हम क्या कर सकते हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि गुणवत्ता को 0 से 005 तक बढ़ाने के लिए नैतिक लंबाई क्या थी ताकि अगर आपको यहां पता चले तो हम उस लंबाई को L' ले लेते हैं तो L' L1 L' बराबर है x inlet x 2 meter के तो आपको पता चल जाएगा कि L' 0166 मीटर है तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को जानें जैसे कि G 4w πD2 1274 होगा और फिर रेनॉल्ड्स तरल भाग के लिए G D μf के भाग के लिए संख्या है इसलिए यह टर्बूलेंट के रूप में आ रहा है ठीक घर्षण कारक ब्लासियस का उपयोग करके गणना होगी और यह 000752 आएगा अब 0652 गुणवत्ता पर हमें चार्ट से यह पता लगाना है कि 1 x गुना 0 से x ϕ fo 2 गुना dx का मान क्या हैं हमें दबाव की जानकारी की आवश्यकता है उसके लिए हमें मान 16 मिलेगा इसलिए यह चार्ट उपयोग कर सकते हैं यह चार्ट इसके लिए उपयोग किया जाएगा इसलिए आप चार्ट से मान प्राप्त कर सकते हैं जो 16 हैं इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि 0 से 0652 के लिए घर्षण बल क्या है याद रखें हमारा पाइप 05 से 0652 तक बदल रहा है तो यह हम समग्र के लिए पता लगा रहे थे इसलिए यदि आप इसे इस गुणन कारक 16 से गुणा करते हैं तो हमें यह 1079 मिलता है अब हमें प्रारंभिक भाग को घटाना होगा जो कि 0 से 005 तक है ठीक 0 से 005 तक होगा जो काल्पनिक लंबाई है इसलिए हमने एक बार फिर इस घर्षण कारक का पता लगाया है जो कि 005 की निकास गुणवत्ता के साथ एक ही दबाव 29 से बाहर आता है एक बार फिर यह मार्टिनले नेल्सन चार्ट से पता चला है तो आपको पता चलेगा कि काल्पनिक पाइप के लिए डेल्टा pf 1499 हो रहा है तो आखिरकार हमारे वास्तविक पाइप के लिए जो गुणवत्ता 005 से 0652 तक भिन्न होती है जो कि 1064 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो जाता है ठीक है अब हमें त्वरक भाग के लिए देखें तो 0652 गुणवत्ता के साथ इस दबाव पर हमें गामा 15 के बराबर मिलेगा इसलिए हम इस चार्ट का उपयोग करके गणना कर रहे हैं इसलिए गामा की गणना हम दबाव और निर्गम गुणवत्ता मापदंडों का उपयोग करके कर रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि यह 15 बन रहा है और काल्पनिक भाग के लिए यह 12 हो रहा है तो असली हिस्से के लिए यदि आप त्वरण दबाव गिराव देखते हैं जो G2vf गुणा दो कारकों के बीच घटाव 286 Nm2 हो जाता है फिर गुरुत्वाकर्षण भाग के लिए हम यह पता लगा सकते हैं कि इस निर्गम गुणवत्ता के लिए और इस दबाव के लिए अल्फा 093 हो जाएगा तो हम इस वक्र का उपयोग करके गणना करेंगे इस एडियाबेटिक स्थिति वक्र का उपयोग करके ठीक है तो इन स्थितियों के लिए आपको यह मिलेगा पूरे पाइप काल्पनिक पाइप प्लस असली पाइप के लिए यह 15094 हो जाता है ठीक यह हिस्सा हम α से प्राप्त कर रहे हैं जो हम आपके चार्ट से प्राप्त कर रहे हैं जो 093 है और काल्पनिक भाग के लिए अल्फा 055 है इसलिए दोनों भागो काल्पनिक भाग के लिए और पूरे भाग के लिए में हमें यह 2 मिल रहा है इस 2 के बीच घटाव के लिए त्वरण के कारण मेरा वास्तविक दबाव गिराव होगा तो कुल मिलाकर हमें इस गर्म पाइप की लंबाई के लिए कुल संपूर्ण बल संपूर्ण घर्षण दबाव गिराव प्राप्त कर रहे हैं ठीक है अब यह एडियाबेटिक सत्र के लिए है यह बहुत सरल होगा तो हमें एक बार फिर से ϕ fo और अल्फ़ा का उपयोग करके ϕ fo का पता लगाना होगा और मार्टेली नेल्सन चार्ट का उपयोग करके इन 2 चार्ट का उपयोग करके ϕ fo और α का पता लगाना होगा फिर अंत में हम घर्षण कारक त्वरण कारक और z कारक का पता लगाएंगे तो यह 1068 आ रहा है क्योंकि हमने fo और α पा लिया है त्वरण भाग 327 आएगा गुरुत्वाकर्षण भाग 679 आएगा पूरी तरह से नॉन हीटेड भाग के लिए यह 2075 हो जाता है इसलिए यदि आप डेल्टा PL1 और डेल्टा PL2 जोड़ते हैं तो यह पूरे पाइप के लिए 433916 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग हो जाता है ठीक है हम सारांश करते हैं इस व्याख्यान में हमने दबाव गिराव के बारे में चर्चा की है कि पृथकृत प्रवाह के लिए दबाव गिराव कैसे प्राप्त करें हमने यह भी दिखाया है कि लॉकहार्ट मार्टिनेली मापदंडों और मार्टेली नेल्सन चार्ट का उपयोग कैसे किया जाता है और इसके अंत में हमने एक जोड़ का अभ्यास किया है जहां हमने एडियाबेटिक स्थितियों के साथ साथ गर्म स्थिति दिखाया है ठीक है अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए हमें प्रश्नों को देखने दें सही संबंधों को पहचानें आपके पास 4 संबंध हैं मुझे लगता है कि आप सही पहचान सकते हैं उत्तर भाग a है इसी तरह पृथकृत प्रवाह मॉडल के लिए मान्य है 4 विकल्प जो आप बुलबुली स्लग स्तरीकृत और छोटी बूंद के लिए मान्य हैं सही उत्तर स्तरीकृत है तीसरा कौन सा ग्राफ पृथकृत प्रवाह मॉडल बेकर मार्टिनेली नेल्सन हेविट और रॉबर्ट्स और मूडीज़ चार्ट में घर्षण कारकों को डिराईव करने में सहायक होगा अब तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि सही उत्तर मार्टिनेली नेल्सन है इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा